25 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है इस सप्ताह में हम STM बोर्ड के साथ विभिन्न सेंसर की इंटरफ़ेस देखेंगे इस विशेष व्याख्यान में हम LM35 तापमान सेंसर का इंटरफ़ेस देखेंगे LM को लीनियर मोनोलिथिक भी कहा जाता है हम इस सेंसर LM35 तापमान के गुणों पर गौर करते हैं और फिर हम सर्किट डायग्राम में उस कोड का अनुसरण करेंगे जो STM बोर्ड के साथ इस विशेष उपकरण को इंटरफ़ेस करने के लिए उपयोग किया जाता है और फिर आपको इस प्रयोग का प्रदर्शन दिखाएँगे हम LM35 को STM32 के साथ इंटरफेस करेंगे बोर्ड आपको यह भी दिखाएगा कि हम कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि किसी भी सेंसर को काम करने के लिए किसी तरह के कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है प्रोग्राम कोड और प्रदर्शन तो टेंपरेचर सेंसिंग क्या है तापमान एक भौतिक पैरामीटर है टेंपरेचर सेंसिंग के विभिन्न प्रयोग होते हैं यह एक शरीर के तापमान को माप सकता है इसका उपयोग परिष्कृत औद्योगिक उपकरणों में भी किया जाता है इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों में किया जाता है जहां तापमान की निगरानी करने की आवश्यकता होती है और उस तापमान के आधार पर कुछ उपकरणों को चालू या बंद करने की आवश्यकता हो सकती है मौसम का पूर्वानुमान आदि यदि आप सोचते हैं कि हम तापमान को कैसे मापते हैं तो थर्मामीटर तापमान के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है पारा थर्मामीटर तापमान परिवर्तन पर संकेतों का उत्पादन नहीं करता है इसके बजाय यह अपनी प्रॉपर्टी बदलता है जैसे कि यह फेल या सिकुड़ सकता है इस तरह पारा थर्मामीटर काम करता है दूसरी ओर एक डिजिटल थर्मामीटर एक छोटे LCD पर तापमान प्रदर्शित करता है हमने यह भी देखा है किLCD क्या है एक डिजिटल थर्मामीटर में तापमान को एक छोटे LCD पर प्रदर्शित किया जाता है LM35 एक लिनियर मोनोलिथिक तापमान सेंसर है यह राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर द्वारा विकसित एक एकीकृत सर्किट है यह डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में तापमान के आनुपातिक रूप से आउटपुट वोल्टेज के साथ एक सटीक एकीकृत सर्किट तापमान उपकरण है इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज डिग्री सेल्सियस में तापमान के लिए आनुपातिक है यदि आप इन रैखिक विशेषताओं के बारे में सोचते हैं तो ऐसा है कि तापमान में हर डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए 10 मिलीवोल्ट परिवर्तन होगा LM35 का फुल स्केल रेंज 55 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड है हम इस LM 35 का उपयोग कैसे करते हैं LM35 में एक सपाट अंत है और फिर एक आधा गोल छोर है इस तरह यह पिन नंबर 1 वोल्टेज पिन है यह एक Vcc से जुड़ा होना चाहिए पिन नंबर 3 को जमीन से जुड़ा होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज पिन नंबर 2 से उपलब्ध होगा पिन 1 को Vcc से जोड़ा जाना चाहिए पिन 3 को जमीन से जोड़ा जाना चाहिए और इस मध्य बिंदु से हम एनालॉग इनपुट पोर्ट से कनेक्ट होते हैं हम एनालॉग वैल्यू कैसे पढ़ते हैं एनालॉग वैल्यू को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें LM35 को ग्राउंड और Vcc से कनेक्ट करना होगा और मध्य टर्मिनल तापमान के लिए आनुपातिक वोल्टेज का उत्पादन करेगा उपयोग किया गया एंबेडेड C कोड आपको इस हेडर फ़ाइल को शामिल करना होगा फिर हमें एक इनपुट पिन के रूप में एनालॉग पिन को इनिशियलाइज़ करना होगा बोर्ड के A1 पिन को एनालॉग पिन के रूप में माना जाता है हम एक फ्लोट वैरिएबल p लेते हैं क्योंकि इसकी सीमा 0 से 1 तक है sensorread सेंसर वैल्यू को पढ़ेगा जो इस पोर्ट A1 के माध्यम से है और आप pcprintf का उपयोग करके इसे प्रिंट कर सकते हैं तो ये कोड की कुछ पंक्तियाँ हैं जो एनालॉग पोर्ट A1 से सेंसर मूल्य को पढ़ने के लिए आवश्यक हैं अन्य एनालॉग पोर्ट्स जैसे A0 A2 A3 A4 और A5 हैं अब हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं मान लीजिए कि कमरे का वर्तमान तापमान x है उस वर्तमान तापमान के लिए आपको क्या मूल्य मिल रहा है अगर हमें तापमान पता है तो हम मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे अपने एनालॉग आउटपुट में कुछ मूल्य मिल रहा है तो अगर मुझे xमूल्यमिल रहा है तो तापमान क्या होगा यह कैलिब्रेशन करने का एक तरीका है आइए देखें कि हमने इसे विशेष कोड में कैसे किया है LM35 आउटपुट वोल्टेज है जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि तापमान के साथ रैखिक वृद्धि होती है तापमान में हर डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए 10 mV वृद्धि है तो k डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए आउटपुट वोल्टेज 10k mV होगा यदि अधिकतम तापमान है तो हम 50 डिग्री सेंटीग्रेडमूल्यलेते हैं और अधिकतम आउटपुट वोल्टेज 05 वोल्ट है तो 10 x 50 mV 500 mV अब हम डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान की गणना कैसे करते हैं इसे देखते हैं एनालॉगइन क्लास में पढ़ा गया फ़ंक्शन एक अंश देता है 0 और 1 के बीच मैंने पहले ही बताया है कि हम एनालॉग इनपुट पिन पर सीधे वोल्टेज 05 वोल्ट लगा सकते हैं और फिर हम प्रोग्राम द्वारा मुद्रित मूल्य को मापते हैं मान लीजिए जो मूल्य छपा है वह P max है इसका मतलब है 05 वोल्ट के लिए जो मूल्य हमें मिल रहा है वह P max है फिर एक अज्ञात तापमान के लिए यदि मुद्रित मूल्य p है तो तापमान मूल्य की गणना 50 P max P के रूप में की जा सकती है मैं आपको दिखाती हूं कंप्यूटिंग का वैकल्पिक तरीका जो हमने उपयोग किया है मान लीजिए कमरे का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है हम देखेंगे कि उस वोल्टेज आउटपुट से हमें क्या मूल्य मिल रहा है मान लीजिए कमरे का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है हम पहले ही कूल टर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं मान लें कि हम मूल्य 006 पाते हैं तो मूल रूप से अगर यह 006 है तो तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है यदि हममूल्य P प्राप्त करते हैं तो तापमान 20 006 P होगा इसलिए हमने पहले उस कमरे के वर्तमान तापमान का उपयोग करके गणना की है जो हम उस विशेष समय पर प्राप्त कर रहे थे आइए हम प्रयोग में देखें मैंने LM35 के बारे में चर्चा की है हम LM35 को STM से कैसे जोड़ते हैं और हम कुछ पोर्ट से एनालॉग वैल्यू कैसे पढ़ते हैं और यह भी कि हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं अब हम पर्यावरण के तापमान को समझने और LCD डिस्प्ले यूनिट पर सेंटीग्रेड स्केल में प्रदर्शित करने के लिए STM Nucleo F401RE किट और LM35 तापमान सेंसर का उपयोग करके एक टेंपरेचर सेंसिंग इकाई डिजाइन करेंगे LM35 से एनालॉग आउटपुट वोल्टेज STM बोर्ड के पिन A1 से जुड़ा है आइए अब हम सर्किट डायग्राम में देखें हम मूल रूप से D 8 से D 13 तक LCD डिस्प्ले के विभिन्न पिनों से जुड़ रहे हैं हम यहां क्या करने जा रहे हैं हम इस LM35 VCC आउटपुट को A1 में जोड़ रहे हैं यह कनेक्शन के बारे में है और कनेक्शन के इस भाग के बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी तो यह तापमान को सेंस करेगा कलीब्रेशन करेगा और इस LCD में तापमान प्रदर्शित करेगा हम इस उदाहरण का प्रदर्शन करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको वह कोड दिखाऊंगी जिसे सर्किट बनाने के बाद निष्पादित किया जाना आवश्यक है तो यह mbed प्रोग्राम कोड है हम जानते हैं कि हमें TextLCDScroll का उपयोग करना है हम यहां सीरियल USBTX RX का उपयोग करते हैं यह सीरियल संचार के लिए है जो हम ऐसा करते हैं कि हम इसे किसी भी हाइपर टर्मिनल में प्रदर्शित कर सकते हैं जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं यह सेंसर के नाम पर एनालॉग इनपुट वैल्यू है हम पोर्ट A1 के माध्यम से पढ़ रहे हैं और यह कलीब्रेशन के बाद है हमें इस तरह का एक मूल्य मिलता है मूल्य 297 है हम यहां एक कैरेक्टर बफर लेते हैं और हम 0 लाइन को "Temp in Degree C" सेट कर रहे हैं जबकि लूप में हम पहले सेंसर का उपयोग करकेमूल्य पढ़ रहे हैं और फिर हम मूल्य p val की गणना कर रहे हैं p जो कुछ भी हमें मिला है कि हम इस मूल्य को 297 से गुणा कर रहे हैं और हम इसे इस बफ़र में संग्रहीत कर रहे हैं और अंत में हम इसे अगली पंक्ति में प्रदर्शित कर रहे हैं हम 1 सेकंड का इंतजार कर रहे हैं और फिर से हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं इसलिए अब मैंने पहले ही पूरे कोड पर चर्चा कर ली है कि हम इसे कैसे इंटरफ़ेस करते हैं और हम इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं अब हम आपको इस विशेष कोड के प्रदर्शन का प्रयोग दिखा रहे हैं जहाँ हम इस LM35 को STM के साथ जोड़ेंगे और LCD में तापमान प्रदर्शित करेंगे मैं LM35 को ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक पोर्ट के साथ जोड़ूंगी तब मैं वर्तमान तापमान प्रदर्शित करूंगी इस कमरे का वर्तमान तापमान क्या था आपको बता दें कि शिलांग में यहाँ का तापमान काफी कम है बाहर का तापमान वर्तमान में 17 डिग्री है तो आइए देखें कि हमारी सेंसिंग यूनिट में यहाँ क्या आ रहा है तो यह तापमान सेंसर है यह तापमान सेंसर LM35 तापमान सेंसर है इस बाएं पिन का सपाट छोर 5 वोल्ट Vcc से जुड़ा होना चाहिए इस का दाहिना छोर LM 35 को जमीन से जोड़ा जाएगा और बीच की स्थिति से इसे जोड़ा जाएगा एनालॉग पोर्ट A1 से यह एनालॉग पोर्ट आंतरिक रूप से AD कनवर्टर से जुड़ा होता है आप कूल टर्म जैसे किसी भी सीरियल संचार सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजिटल मूल्य देख सकते हैं तो अब मैं कनेक्शन कर रहा हूँ इसलिए हमने पहले से ही कलीब्रेशन किया है और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि इस विशेष सेंसर में जो कि LM35 है वोल्टेज में 10 millivolt परिवर्तन तापमान में 1 डिग्री परिवर्तन के बराबर होगा इसलिए हमने तदनुसार कलीब्रेशन किया है और अब मैं कोड डालूंगी जो इस विशेष कमरे के वर्तमान तापमान को प्रदर्शित करेगा इसलिए मैं इसे जोड़ती हूं यह जो तापमान दिखा रहा है आप इसे देख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान 1820 1940 है यह थोड़ा उतार चढ़ाव है मुझे तापमान को थोड़ा बढ़ाने दें और देखें कि क्या मूल्य आता है आप देख सकते हैं कि यह 2160 हो गया है यदि आप इस विशेष सेंसर को थोड़ा रगड़ते हैं तो मूल्य में परिवर्तन होता है या आप तापमान में बदलाव को देखने के लिए इसके सामने थोड़ा सा झटका दे सकते हैं यह LM35 के साथ एक सरल प्रयोग है जहां यह तापमान को पढ़ रहा है और इसे प्रदर्शित कर रहा है आप देख सकते हैं कि LM35 के साथ कनेक्शन काफी सीधा और काफी सरल है मुद्दा यह है कि आपको इस कलीब्रेशन की आवश्यकता है कलीब्रेशन कदम वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है इस कलीब्रेशन चरण में आपको सेंसर के वर्तमान मूल्य को पढ़ने की जरूरत है यह क्या दे रहा है और आप देख सकते हैं कि कूल टर्म में और फिर उस मूल्य के संबंध में इस विशेष कमरे का वर्तमान तापमान क्या है तदनुसार आप इस विशेष परिदृश्य को शामिल करने के लिए अपना कोड बदल सकते हैं LM35 के विभिन्न अन्य अनुप्रयोग हैं हमने आपको एक चीज दिखाई है जिसे आप अन्य प्रयोगों के लिए शामिल कर सकते हैं धन्यवाद